इस NPTEL लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे कि यदि हमारे पास मैग्नेटिक करंट डेंसिटी M है फिर कैसे इससे वेक्टर पोटेंशियल खोजी जाए और फिर हम पाएंगे कि उस वेक्टर पोटेंशियल की मदद से वेव इक्वेशन को कैसे हल किया जाए और फिर हम वास्तव में जनरल केस का समाधान करेंगे इसलिए आज क्योंकि आखिरी लेक्चर में हमने मैग्नेटिक करंट का कांसेप्ट पेश किया था तो मुझे मैक्सवेल की इक्वेशन को फिर से लिखना चाहिए जब J और M दोनों इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक करंट मौजूद हैं मैं मैक्सवेल इक्वेशन लिख सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं डेल क्रॉस E माइनस J ओमेगा mu H माइनस M के बराबर है फिर डेल क्रॉस H j ओमेगा ऐपसीलोन E प्लस J के बराबर है डेल डॉट D के बराबर ρe और डेल डॉट B के बराबर है ρm इसलिए यह सामान्य मैक्सवेल इक्वेशन है टाइम हार्मोनिक केस इसका मतलब है J और M दोनों टाइम हार्मोनिक करंट हैं अब क्योंकि हम पहले ही मामले को देख चुके हैं जब M 0 के बराबर है उसका अर्थ है केवल J मौजूद है हम इसे दोबारा नहीं करेंगे लेकिन उस मामले के लिए जब हमारे पास J 0 है लेकिन M 0 नहीं है फिर मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख सकता हूं जिसे मैं अब हल करूंगा तो डेल क्रॉस E माइनस J ओमेगा mu के बराबर है लेकिन यहां वास्तव में यह सॉल्यूशन वेक्टर पोटेंशियल F में होगा जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट के मामले में हमने M के मामले में A मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का परिचय दिया है हम इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल F का परिचय देंगे लेकिन यह मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं जहां M मौजूद है J मौजूद नहीं है इसलिए मैं फील्ड क्वांटिटी में एक सबस्क्रिप्ट F लगा रहा हूं अब मैं M की योग्यता देता हूं कि M एक टाइम हार्मोनिक मैग्नेटिक करंट है और पूरा क्षेत्र एक होमोजीनियस क्षेत्र है तो अबकंटिन्यूटी इक्वेशन रखते है इसलिए मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन को लागू करता हूं इसलिए मैं लिखता हूं कि डेल क्रॉस J माइनस j ओमेगा ρe है अब J 0 है इसलिए डेल डॉट J 0 है जो यह बताता है कि ρe 0 है इसलिए यदि ρe 0 है तो वास्तव में मैं इस इक्वेशन को सही कर सकता हूं कि यह चीज 0 हो जाती है और डेल डॉट D 0 बन जाता है इसलिए मैं कह सकता हूं डेल डॉट ऐपसीलोन EF भी 0 बन जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखते हैं कि मैग्नेटिक करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायवर्जन 0 है निश्चित रूप से अब मैं EF को माइनस 1 बटा ऐपसीलोन डेल क्रॉस F के रूप में व्यक्त कर सकता हूं तो मैं वेक्टर पोटेंशियल का परिचय देता हूं तो यह इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल है F इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल है क्योंकि इस वेक्टर फ़ंक्शन द्वारा इलेक्ट्रिक क्षेत्र को परिभाषित किया जा रहा है तो अब मैं इस EF को Maxwell के दूसरे कर्ल इक्वेशन में सब्सीट्यूट कर सकता हूं अब मेरे पास एक F के संदर्भ में EF के लिए अभिव्यक्ति है तो यह मेरा दूसरा कर्ल इक्वेशन है तो यहाँ मैं डाल सकता हूँ और यह मुझे डेल क्रॉस HF देता है J ओमेगा ऐपसीलोन EF अब यह EF मैं लिख सकता हूँ कि j ओमेगा ऐपसीलोन फिर माइनस 1 बटा ऐपसीलोन डेल क्रॉस F और या मैं डेल क्रॉस HF प्लस j ओमेगा F लिख सकता हूं जो 0 बन जाता है इसलिए मैं HF प्लस j लिख सकता हूं ओमेगा F क्योंकि यह कर्ल 0 है मैं कह सकता हूं कि इनमें से ग्रेडिएंट एक स्केलर फ़ंक्शन Vm है अब यह माइनस जैसा कि आप यहां देख रहे हैं मैं जानबूझकर चुन रहा हूं क्योंकि वास्तव में मेरे कर्ल में इक्वेशन आप देखेंगे कि M नेगेटिव है इसलिए इसके साथ एडजस्ट करने के लिए हम डेफिनेशन द्वारा इन दोनों इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को नेगेटिव चुन रहे हैं तो यह एक और डिफाइनिंग इक्वेशन है जो एक और स्केलर फ़ंक्शन पोटेंशियल मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है अब इसके साथ यदि मैं इस इक्वेशन का कर्ल लेता हूं तो EF इस इक्वेशन के बराबर है तो यह डिफाइनिंग इक्वेशन है तो तब मुझे डेल क्रॉस EF मिलता है जोकि माइनस 1 बटा ऐपसीलोन डेल क्रॉस F के बराबर है और तब मुझे माइनस 1 बटा ऐपसीलोन डेल वेक्टर आइडेंटिटी मिलती है मैक्सवेल के पहले कर्ल इक्वेशन से भी इस डेल क्रॉस EF कर्ल ऑफ EF के लिए मेरे पास मूल्य है यहाँ से मेरे पास एक और है तो मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं और तब मुझे मिलता है माइनस 1 बटा ऐपसीलोन डेल क्रॉस F माइनस डेल स्क्वायर F जोकि माइनस j ओमेगा mu HF माइनस M के बराबर है या यहां से मैं लिख सकता हूं की डेल स्क्वायर F प्लस j ओमेगा mu ऐपसीलोन HF बराबर है डेल डॉट F माइनस M ऐपसीलोन के इसलिए HF के स्थान पर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल Vm के डिफाइनिंग इक्वेशन को डालते हुए मैं डेल स्क्वायर F प्लस j ओमेगा mu ऐपसीलोन लिख सकता हूं यहाँ मैं मैग्नेटिक पोटेंशियल की वह परिभाषा बता रहा हूँ इसलिए यहां से मैं लिख सकता हूं कि क्या है HF की वेल्यू माइनस है तो माइनस हो या ना हो हमने F डायवर्जन को परिभाषित नहीं किया है हमने पहले से ही कर्ल के डायवर्जन को परिभाषित किया है तो हमारे पास 1 बचा है तो वह गॉस कंडीशन है अब हम लिखते हैं कि डेल डॉट F माइनस j ओमेगा mu ऐपसीलोन Vm के बराबर है अगर हम वो करें उसके बाद ये शब्द कैंसिल हो जाते हैं और हमें डेल स्क्वायर F प्लस k स्क्वायर F के बराबर होता है यह यह F में इन्होमोजेनियस वेक्टर हेल्महोल्त्ज़ इक्वेशन है तो इसे हल करने की आवश्यकता है लेकिन आप यह जानते हैं पहले ही हम इस इक्वेशन को हल कर चुके हैं तो हम इसी तरह से इसे पा सकते हैं तो यहाँ समाधान प्राप्त किया जाता है इसलिए एक बार जब मैं इस इक्वेशन को हल करता हूं इसका मतलब है F अब जाना जाता है इसलिए मैं आसानी से लिख सकता हूं कि EF माइनस डेल क्रॉस F होगा क्योंकि F ज्ञात है तो EF होगा ज्ञात और HF होगा माइनस j ओमेगा F माइनस डेल Vm के बराबर जोकि माइनस j ओमेगा F प्लस डेल क्रॉस F बटा j ओमेगा mu ऐपसीलोन के बराबर है आमतौर पर मैं ऐसा करता हूं इसका मतलब है j के टरम में HF लेकिन एक बार जब EF जाना जाता है मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से आप इस का कर्ल ले सकते हैं और इससे आपको HF मिलेगा सॉल्यूशन F की कंपलेक्सिटी के आधार पर करते हुए तो यह कहता है कि F के पोटेंशियल का ज्ञान है अब हम याद करते हैं कि हमने यह इक्वेशन A के लिए हल कर दिया है अब इलेक्ट्रिक सोर्सेस J के लिए हमने देखा है कि इन्होमोजेनियस वेक्टर आप मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के टरम में इन्होमोजेनियस वेक्टर हेल्महोल्त्ज़ इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने पहले से ही मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के टरम में देखा है कि डेल स्क्वायर A प्लस k स्क्वायर A माइनस mu J के बराबर है यह हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन था इन्होमोजेनियस वेक्टर हेल्महोल्त्ज़ इक्वेशन पहले था यह इक्वेशन हमने दो बार हल किया है एक बार करंट एलिमेंट के लिए जब हमने देखा कि हमने इसे हल किया है इसका इन्होमोजेनियस भाग इसका मतलब है सिंगुलेरिटी भी हमने निकाली है इसका मतलब है उस सोर्स के साथ हमने किया एक लंबे डिपोल के लिए एक और समय भी हमने इसे हल कर दिया है लेकिन उन दोनों चीजों पर उन दोनों समाधानों को हमने वेक्टर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को एक स्केलर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के लिए सरल किया है क्योंकि उन दोनों मामलों में करंट केवल Z डायरेक्टेड थे तो यह एक डाइमेंशनल सोर्स था यही कारण है कि हम वेक्टर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को हल किए बिना ही आगे बढ़ गए हमने वास्तव में स्केलर हेल्महोल्त्ज़ इक्वेशन को हल किया लेकिन अब यदि करंट 3 डाइमेंशनल और आर्बिट्रेरी है इसका मतलब है Z 3 डाइमेंशनल है कैसे हल करें हम अब देखेंगे यह एक छोटा सा हिस्सा है तो फिर से करने के लिए हम बस उस डायग्राम को याद करते हैं कि यह कार्टीशन कोऑर्डिनेट में y x z को हल करने के लिए हमारा डायग्राम था क्योंकि आम तौर पर हम कार्टीशन कोऑर्डिनेट में हल करते हैं और चलो मान लेते हैं कि मेरे पास करंट डेंसिटी JZ है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के मूल में है इसलिए क्योंकि JZ में केवल z कॉम्पोनेंट है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि A भी z डायरेक्टेड रहेगा और वेक्टर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन डेल स्क्वायर AZ प्लस k स्क्वायर AZ माइनस mu JZ के बराबर है तो यह इक्वेशन एक सकेलर इक्वेशन है और हमने देखा कि इसका समाधान क्या है आप देखते हैं एक ही प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा एक ही सॉल्यूशन देता है तो हमने देखा कि AZ देता है mu बटा 4 pi JZ e से पावर माइनस j kr बटा r dv म्यू सोर्स इस पर मौजूद है इसलिए हमने इसे सॉल्यूशन के रूप में देखा अब हम कहते हैं कि z कॉम्पोनेंट के बजाय मान लीजिए J में भी aX कॉम्पोनेंट है इसका मतलब है इसमें एक JX भी है और एक JY भी है तो फिर एक एक करके हम उस पर विचार करेंगे तो मान लीजिए कि मेरे पास एक JX तो फिर हम लिख सकते हैं कि स्केलर इक्वेशन Del स्क्वायर AX होगा और k स्क्वायर AX माइनस mu JX के बराबर होगा और इसका सॉल्यूशन AX mu बटा 4 pi होगा और यदि हमारे पास AY डायरेक्टेड करंट करंट डेंसिटी है उसके बाद हमारी इक्वेशन होगी डेल स्क्वेयर AY प्लस k स्क्वायर AY माइनस mu JY के बराबर होगा और AY होगा mu बटा 4 pi v JY e से पावर माइनस j kr बटा आर फिर dv तो अगर ये सभी कॉम्पोनेंट मौजूद हैं मैं आसानी से लिख सकता हूं कि A होगा mu बटा 4 pi J e से पावर माइनस j kr बटा r dv तो यह वेक्टर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का एक समाधान है अब यदि सोर्स को मूल से हटा दिया जाता है क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है सोर्स विभिन्न बिंदुओं में सामान्य रूप से होगा इसलिए यदि सोर्स को मूल से हटा दिया जाता है और एक स्थान पर रखा जाता है जोकि प्राइम कोऑर्डिनेटस द्वारा निर्देशित होता है इसका मतलब है कि अगर मेरे पास यह डायग्राम है तो यह मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम xyz है लेकिन मेरा सोर्स कहीं न कहीं है और उसके कोऑर्डिनेट xyz है यह मेरा सोर्स है मुझे करंट सोर्स कहना चाहिए फिर चलो कहते हैं कि मैं एक बिंदु P पर देख रहा हूं जिसका कोऑर्डिनेट xyz है तो मैं लिख सकता हूं कि यह मेरा r वेक्टर है यह मेरा r वेक्टर होगा इसलिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेक्टर के लिए मेरा सोर्स capital R कहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि xyz का एक फ़ंक्शन mu बटा 4 pi होगा यह m v v J xyz e से पावर माइनस j kR बटा R dv है कुछ इसी अंदाज में चलो मैं कहता हूं कि यह A है इसी तरह से हम दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल F के टरम में इस वेक्टर हेल्महोल्त्ज़ इक्वेशन का सॉल्यूशन इसलिए यह F होगा ऐपसीलोन बटा 4 pi M xyz e पावर माइनस j kR बटा R dv के बराबर अब यदि J और M लीनियर डेंसिटी हैं क्योंकि ये J और M को हम करंट डेंसिटी मानते हैं वे एम्पीयर पर मीटर स्क्वेयर हैं लेकिन अगर J और M प्रतिनिधित्व करते हैं तो मुझे यह बताना चाहिए कि J और M प्रति मीटर मात्रा में लीनियर डेंसिटी हैं फिर यह वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल्स को कम कर देगा तो उस समय मेरा A mu बटा 4 pi Js xyz e पावर माइनस j kR बटा R ds होगा और F ऐपसीलोन बटा 4 pi Ms xyz e पावर माइनस j kR बटा R ds होगा अब यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करंट le और lm हैं तो इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बन जाएंगे तो A mu बटा 4 pi Ie xyz e पावर माइनस j kR बटा R dl के बराबर है और F समान रूप से ऐपसीलोन बटा 4 pi के बराबर है इसलिए हमने इन संभावनाओं को उनके सॉल्यूशन के साथ देखा है तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएटिड क्षेत्रों का समाधान क्या है जब J और M दोनों मौजूद हैं क्योंकि हमने अलग से देखा है कि J मौजूद है या M मौजूद है तो जब J और M दोनों मौजूद है तो पहला प्रोसीजर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A को खोजना है J के कारण केवल उस समय मानो M 0 है इसलिए आप उन तीन एक्सप्रेशन में से किसी एक को प्राप्त करेंगे तो मेरे पास एक करंट डेंसिटी है तो A mu बटा 4 pi में J e पावर माइनस j kR बटा R dv' के बराबर है तब केवल M के कारण F खोजें तो F ऐपसीलोन बटा 4 pi v' M e से पावर माइनस j kR बटा R dv' होगा फिर तुम HA खोजें अब आप देखते हैं कि मैं HA लिख रहा हूं यह डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट केवल क्षेत्र के लिए मौजूद है तो HA 1 होगा mu डेल क्रॉस A तो आपको पता है कि आप HA को ढूंढ सकते हैं फिर आप EA को ढूंढते हैं अब आप A को ढूंढ सकते हैं इसलिए जब से आप A के संदर्भ में पहले से ही a जानते हैं तो यह माइनस j ओमेगा A माइनस 1 माइनस j बटा ओमेगा mu ऐपसीलोन डेल क्रॉस A के बराबर होगा यदि यह एक्सप्रेशन थोड़ी अधिक कंपलेक्स है तो आप पा सकते हैं अगर आपको HA मिल जाए आप सीधा मैक्सवेल इक्वेशन से पा सकते हैं यह एक दूसरा तरीका है इसलिए मैं यह मान कर चलता हूं कि HA यहाँ से जाना जाता है तो आप पा सकते हैं डेल क्रॉस HA j ओमेगा ऐपसीलोन EA के बराबर है आपको याद है कि इस मामले में J 0 है क्योंकि यह मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर कर रहा हूं की कोई J नहीं है इसलिए J को उस मैक्सवेल इक्वेशन में डालें है तो यहां से आप EA प्राप्त कर सकते हैं तो EA होगा डेल क्रॉस HA बटा j omega epsilon तो इसका मतलब है कि यह EA HA आपने ढूंढ लिए है फिर F से इसी तरह EF खोजें तो EF माइनस 1 बटा ऐपसीलोन डेल क्रॉस F है और HF माइनस j ओमेगा F माइनस j बटा ओमेगा mu ऐपसीलोन डेल क्रॉस F है या आप अल्टरनेट रूप से कह सकते हैं आप मैक्सवेल इक्वेशन से पा सकते हैं जो आप EF के कर्ल को याद करते हुए कि M यहाँ 0 के बराबर है तो आप सुपरपोजिशन सिद्धांत लागू करते हैं तो कुल इलेक्ट्रिक क्षेत्र रेडिएटिड EA plus EF होगा तो वह माइनस j ओमेगा A माइनस j बटा ओमेगा mu ऐपसीलोन डेल क्रॉस A माइनस 1 बटा ऐपसीलोन डेल क्रॉस F होगा आपके पास अल्टरनेट एक्सप्रेशन हो सकती है लेकिन मैं इन्हें रख रहा हूं क्योंकि यह हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हम दूर क्षेत्र एप्रोक्सीमेशन के अगले कदम के लिए जाएंगे इससे कंपलेक्सिटी में कमी के बेहतर साधन मिलते हैं तो यही कारण है कि मैं विकल्प नहीं लिख रहा हूं और आप भी H तो पाते हैं H HA प्लस HF होगा और जिसे आप 1 बटा mu डेल क्रॉस A माइनस j ओमेगा F माइनस j बटा ओमेगा mu ऐपसीलोन डेल डॉट F के रूप में लिख सकते हैं तो आप देखते हैं कि अब हमें मिला है रेडिएटिड क्षेत्रों का जनरल सॉल्यूशन यहां से वास्तव में अगले लेक्चर में हम दूर क्षेत्र रेडिएशन को बनाएंगे क्योंकि हम निकट क्षेत्र को जानने के लिए इतने इच्छुक नहीं हैं लेकिन यदि आप क्षेत्र के पास जानना चाहते हैं तो यहां से एग्जैक्ट समाधान आप पा सकते हैं कि क्या है रिएक्टिव इंपेडेंस आदि तब यह इक्वेशन आपकी मदद करेगा लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि हम दूर क्षेत्र को खोजना चाहते हैं तो अगली कक्षा में हम फार फील्ड एप्रोक्सीमेशन करेंगे और हम इसे सरल करेंगे